नमस्ते इस विशेष प्रयोग शाला कक्षा में आपका स्वागत है इस प्रयोगशाला कक्षा में हम आपको दिखायेंगे कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है तथा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके विभिन्न सेन्सर्स को दिखायेंगे आपने पिछली प्रयोगशाला और कक्षा में पहले ही देखा है कि हमारे पास मुख्यतः तीन प्रकार के सूक्ष्मदर्शी है पहला स्टेरियो सूक्ष्मदर्शी और अन्य बहुत से इस प्रयोगशाला कक्षा में आप सूक्ष्मदर्शी के नीचे सेंसर को देखेंगे और यह भी देखेंगे कि सेंसर सही रूप से निर्मित हुए है या नही उदाहरन के लिए यदि मै आपको इंटर डिजीटेड एलेक्ट्रोड़ की मोटाई 10 माइक्रोन्स है या नहीं तथा दो एलेक्ट्रोड़ के बीच की जगह 10 माइक्रोन्स है या नही इलेक्ट्रोड्स छोटे तो नही है इलेक्ट्रोड्स टूटे हुए तो नही है ये सभी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं इसीलिए सेन्सर्स के परिक्षण के लिए हम किस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकते हैं यह इस विशेष प्रयोगशाला का अंग है और पहले ही अनिल ने आपको सिखाया है कि उतकों को डीपैराफीनाइज़ है और इसके बाद मै इसका उपयोग सिग्नल कनडीशनिंग मोडयुल सेन्सर्स का प्रत्येक भाग कैसा दिखता है और यह सब केवल इस पाठ्यक्रम के लिए नही है हमारे पास सभी अंग है यह बहुत अच्छा है क्योंकि सामान्यतः हम सम्पूर्ण उपकरण को एक साथ देखते हैं उपकरण के अंदर क्या है उपकरण में क्या है तो यह हमने आपको प्रयोगशाला कक्षा में दिखाया है यह फिसिकल वेपर डिपाजिशन तकनीक है इसिलिए आप बस इसी पर ध्यान केन्द्रित कीजिये क्योंकि ये सेन्सर्स जिसके बारे में वह बता रहा है या जिन्हें वह सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखा रहा है वे सभी इसी विशेष उपकरण अथवा अन्य उपकरण का उपयोग करके निर्मित किये गये हैं और यह उपकरण जिसे हमने आपको प्रयोगशाला में दिखाया है उसे उष्मीय वाष्पीकरण अर्थात थर्मल एवेपोरेटर के विषय में आपको पढ़ाया है इसीलिए आप इस विशेष भाग का पुनरावलोकन कर सकते हैं इसीलिए मै अनिल से प्रार्थना करता हूँ कि वे आगे सम्भाले आपको सेन्सर्स दिखाए आप उन्हें सूक्ष्मदर्शी के नीचे सेन्सर्स दिखाए और वे कैसे दिखते हैं तो मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूँगा तब तक के लिए अलविदा आपका इस मोड्यूल में स्वागत है पिछले मोड्यूल में हमने एक सिलिकॉन वेफर देखा जिस पर सोना पूरी तरह से जमा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि मोटाई क्या होती है और आप इसे किस प्रकार डिज़ाइन करते हैं आज मै आपको एक छोटा सा सेंसर दिखाऊंगा जिसे हमने उसी प्रकार के सोने से पैटर्न करके बनाया है इसीलिए मैंने इसे एक ट्विस्टर की सहायता से पकड़ा हुआ है आप इसे मेंरे हाथ में देख सकते हैं तो यह पैटर्नड है इस डिजाईन में बहुत से मोड़ हैं परन्तु सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप प्रत्येक मोड़ पर इसे सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देखते हैं तब आप एक 200 नेनो मीटर चौढाई तथा स्पेसिंग वाली इंटर डिजीटेड एलेक्ट्रोड़ संरचना को देख सकते हैं जो कि सटीक है इसीलिए यह यंत्र इलेक्ट्रान बीम लिथोग्राफी का उपयोग करके बनाया गया है न की ओप्टिकल लिथोग्राफी का उपयोग करके हमने इलेक्ट्रान बीम लिथोग्राफी का उपयोग क्यों किया वह इसलिए क्योंकि आप डिवाइस को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिससे कि आप बहुत से बाए मोड़ तथा दाए मोड़ को देख सके परन्तु मै आपको सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाऊंगा कि ये बाए मोड़ तथा दाए मोड़ लगातार नहीं है और इन सभी मोड़ के जंक्शन पर वास्तव में ये इंटर डिजीटेड एलेक्ट्रोड़ स्ट्रक्चर हैं जिन्हें इलेक्ट्रान बीम लिथोग्राफी की सहायता से बनाया गया है अब इलेक्ट्रान बीम लिथोग्राफी का उपयोग क्यों यह इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल लिथोग्राफी के पास केवल 2 बाय 2 तक के माइक्रोन अथवा 3 बाय 3 तक के माइक्रोन के फीचर साइज़ ही हो सकते हैं इससे कम का कुछ भी इसका मुख्य कारण है उपयोग में आने वाली रौशनी का अंतर्निहित व्यवहार हम एक UV लेसर का उपयोग करते हैं हम इससे कम का उपयोग नही कर सकते क्योंकि यह मूल रूप से इंटरफियरेन्स पैटर्न्स को वर्जित करता है और वेफर के उपर ही पैटर्न बनता है अब यदि आप इलेक्ट्रान बीम लिथोग्राफी से काफी कम होती है इसके द्वारा आप h c बाय लैम्ब्डा समीकरण अर्थात प्लांक के समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं तो ये h तथा nu क्या है इलेक्ट्रान उर्जा h nu के बराबर होती है जो की h c बाय लैम्ब्डा के बराबर होती है इसीलिए इलेक्ट्रान बीम की उर्जा अधिक होती है इसका मतलब है लैम्ब्डा कम होगा h c बाय लैम्ब्डा काफ़ी कम होगा इसीलिए हम काफी कम वेवलेंथ का चुनाव कर सकते हैं और तरंगदैधर्य अर्थात वेवलेंथ है यही इसके पीछे की भौतिकी है जिससे आप पहले से ही इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि जो कुछ भी हम वास्तव में बनाते है वह आंतरिक रूप से गणित और भौतिक विज्ञान से काफ़ी कुछ जुढा हुआ है जो कि वास्तव बहुत ही अद्भुत है अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रान बीम की सहायता से देखते हैं और और इन फीचर्स को देखने के लिए हमे लगभग 20 गुना मैग्नीफीकेशन पर जाना होगा तो मुझे मॉनिटर को स्विच ऑन करने दे इसीलिए यह मेटालर्जिकल सूक्ष्मदर्शी है यहाँ X है हम इस सूक्ष्मदर्शी के विषय में तथा इसके सभी अंगो को देख चुके हैं इसीलिए मैंने नमूने को दस गुना वृद्धि अर्थात 10 x मैग्नीफीकेशन के नीचे रखते हैं वहां क्या है यह आप नही देख सकते हैं हम यह स्क्रीन पर देखेंगे अब नमूने को रख दिया गया है तथा लक्ष्य को 10 x मैग्नीफीकेशन पर केन्द्रित कर दिया गया है अब हम स्क्रीन पर देखेंगे अब मै इसे स्क्रीन पर केन्द्रित करूँगा इसीलिए आप लगातार लाइन्स देख सकते हैं जो कि पहले ही आपने सेंसर पर देखि थी हम यहाँ इनके बीच में एक जंक्शन देख सकते हैं और यहाँ इलेक्ट्रोड्स हैं इसीलिए अप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अब हमने ऑटो एक्सपोज़र को एडजस्ट कर दिया है पहले हमने मूल रूप से लगातार लाइन्स देखि थी परन्तु अब आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रोड्स है वहां दरार है चलिए अब 20x के उच्च मैग्नीफीकेशन पर चलते हैं आप स्क्रीन पर देखते रहिये तो हम उसी यंत्र पर एक उच्च मेग्निफिकेशन पर आ गए है इसीलिए आप फिंगर संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परन्तु अभी भी यह अधिक स्पष्ट नही है इसीलिए 50x मेग्निफिकेशन पर चलते हैं मै अभी 50 गुना मैग्नीफीकेशन पर हूँ और मै फोकस को एडजस्ट कर रहा हूं अब आप यहाँ इन्टर डीजीटेड एलेट्रोड़ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यह मुख्य एलेक्ट्रोडस है आप डीजीटेड एलेट्रोड़ का स्ट्रक्चर 50 गुना मैग्नीफीकेशन पर देख सकते हैं बड़ी ही सावधानी तथा नाजुकता से हम सबस्ट्रेट को हिला सकते हैं तो आप एलेक्ट्रोड़ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं बल्कि मैं 100 गुना मैग्नीफिकेशन पर जा सकता हूँ अब मै 100 गुना मैग्नीफिकेशन पर जा रहा हूँ यह 100 गुना मैग्नीफीकेशन है मै इस पर फोकस करता हूँ तो मैंने 100 गुना मैग्नीफिकेशन पर फोकस किया है अब मै एक्सपोज़ को बड़ा कर रहा हूँ तो मैंने फोकस किया है अब आप बहुत स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं तो यह मुख्य एलेक्ट्रोड़ हैं हम पहले ही आपको इस विषय में विस्तार से बता चुके हैं इसीलिए यह अत्यंत ही छोटा है हमने 5 गुना मैग्नीफीकेशन से प्रारम्भ किया था अब हमने इसे देखने के लिए 5 गुना 20 गुना 50 गुना से लेकर 100 गुना तक मैग्नीकेशन किया है इसीलिए इसका मतलब है कि आप इसका अनुमान लगा सकते है कि फीचर साइज़ कितना छोटा है इसीलिए ये सभी एलेक्ट्रोड्स 200 नेनो मीटर मोटाई और 200 नेनो मीटर चौड़ाई और स्पेसिंग के इंटरडिजीटेड एलेक्ट्रोड्स हैं ये सभी ई बीम लिथोग्राफी के द्वारा बनाये जा सकते हैं ये सेन्सर्स एक अत्यंत विशेष प्रक्रिया जिसमे ऑप्टिकल लिथोग्राफी और ई बीम लिथोग्राफी के संयोजन का उपयोग करके बनाये गये थे इसीलिए ये मुख्य तथा बड़ी लाइन्स ऑप्टिकल लिथोग्राफी के द्वारा बनाई गयी थी ये छोटी लाइन्स ई बीम लिथोग्राफी के द्वारा बनाये गई थी क्योंकि इसी वजह से ऑप्टिकल लिथोग्राफी से आप पूरी तरह से पैटर्न को एकबार में ही सबस्ट्रेट पर उतारते है और ई बीम लिथोग्राफी उस पैटर्न को लिखता है इसीलिए यदि आप पूरे पैटर्न को ई बीम लिथोग्राफी की सहायता से 4 इंच के एलेक्ट्रोड़ पर करने की कोशिश करते हैं तो यह कार्य करने में कई दिन लग सकते हैं इसीलिए हम मुख्य लाइन्स के लिए ऑप्टिकल लिथोग्राफी तथा बारीक फीचर्स के लिए हम सीधे ही ई बीम लिथोग्राफी का उपयोग करते हैं इसीलिए मुझे लगता है कि अब आप विभिन्न लिथोग्राफी की बहुत ही सुंदर सी धारणा को समझ चुके होंगे और आपने वास्तव में एक सेंसर को ही देखा है इसी प्रकार हम कुछ और सेन्सर्स को भी देखेंगे और बाद में हम देखेंगे कि जैविक नमूनों का उपयोग करके आप इन सेन्सर्स का परिक्षण किस प्रकार कर सकते हैं तो आपने एक अत्यंत ही अलग प्रकार का सेंसर देखा जिसका निर्माण ई बीम लिथो ग्राफी तथा ऑप्टिकल लिथो ग्राफी के संयोजन से किया गया था साथ ही आपने देखा कि सेंसर को देखने के लिए आप कितने मैग्नीफीकेशन पर जा सकते है आपको 100 गुना मेग्निफिकेशन पर जाना होगा इसीलिए अन्य मोडयुल्स में हम कुछ और सेन्सर्स देखेंगे मेरे विचार से हम विभिन्न संरचना वाले दो या तीन और सेन्सर्स को देखेंगे इन सेन्सर्स के परीक्षण के लिए किन जैविक तैयारियों का प्रदर्शन करूंगा क्योंकि इस सेन्सर्स के गुणों के मापन के लिए इन उतकों का उपयोग किया जाएगा और यह इस पाठ्यक्रम के प्रयोगशाला के भाग को पूर्ण करेगा धन्यवाद